सुप्रभात दोस्तों हम लोग के बारे में चर्चा कर रहे थे और हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि लिफ्ट जेनरेशन एक समुचित विंग द्वारा ही होगा जब आप लिफ्ट ड्रैग अनुपात की चर्चा करते हैं आपका उद्देश्य होता है वायु यान की एयरोडायनामिक एफिशिएंसी को बेहतर बनाना और इसके लिए यान के विंग की महत्वपूर्ण भूमिका है जब हम वायु यान को संतुलित करते हैं आप देखेंगे कि एरोफोइल का सही चयन बहुत महत्वपूर्ण और सूक्ष्म है गलत चयन आपको एक खराब डिज़ाइन की तरफ ले जाएगा संक्षेप में इस सेशन को मैं मन की बात कहूँगा पिछले वीडियो का निरीक्षण कर मैं पाता हूँ कि मैंने आपको कुछ ज्यादा ही जानकारी दे दी है जो ज्ञान बाटने के लिए सही नहीं है इसलिए किसी एक अधिवेशन में मैं मन की बात बताता हूँ मुझे लगता है कि हम कुछ ज्यादा ही दबाव के साथ अधिक गति से आगे बढ़ गए इसलिए गत रात्रि मैंने इस पर विचार किया है निचोड़ रूप में है हम एरोफोइल और उसके चयन के लिए स्वयं को तैयार कर रहे हैं परंतु क्या हम जानते हैं कि मूल स्तर पर एरोफोइल क्या है उसके पैरामीटर क्या है इसके पैरामीटर इसको मनचाहे चरित्र देते हैं और हमने देखा है कि विशेष रूप से ऐरोडीनमिक्स चरित्रों का सही ज्ञान जानने के लिए जरूरी है कि हमे पता हो कि CLmax क्या है alpha stall क्या है Cmac क्या है क्या बहाव लैमिनार है और विंग पर कैसे पड़ रहा है आदि अगर हम CLmaxको लेते है तो हम जानते हैं कि वायु यान अधिकतर समय के लिए अधिकतम गति पर नहीं उड़ेगा फिर क्यों हम CLmax पर इतना दबाव दे रहे हैं सरल कारणों से Vstall जो हम जानते हैं कि वायु यान की न्यूनतम गति है जिस पर वह एक समरूप उड़ान भर सकता है हमें निम्न सूत्र से मिलता है Vstall2WSCLmax इसलिए CLmax ज्यादा होने पर Vstall नीचे आता है Vstall कम होने से इंजन की शक्ति आवश्यकता भी कम होती है हम यह भी जानते हैं कि Vtouchdown या Vtake off Vstall के 12 से 13 तक के गुणक होते हैं यदि Vstall कम है तो Vtake off और Vtouchdown भी कम होंगे इसका सीधा प्रभाव इंजन क्षमता के चयन पर होता है डिज़ाइनर के लिए एक और बात भी महत्वपूर्ण है आप देखें कि अधिक ऊंचाई पर जैसे कि लेह या लद्दाख जैसे प्रदेश से टेक ऑफ के समय वायु घनत्व समुद्र सतह की तुलना में कम होता है एवं यहाँ Vstall समुद्री सतह की तुलना में अधिक चाहिए इसकी भरपाई कैसे होगी क्योंकि लेह से भी उड़ान भरनी है इसलिए हमें चाहिए उच्चतर CLmax तभी हम इंजन से मनचाहा Vstall पा सकेंगे CLmax देखने का यह एक नज़रिया है समझे वायु यान उड़ान भरते समय या नीचे उतरते समय आप अधिकतर CLmax पर ही उड़ रहे होते हैं मानें कि मैं CLmax पर उड़ान भर रहा हूँ जो सैद्धांतिक रूप से है stall के पास है मैं कल्पना करता हूँ कि मैं नीचे उतरने के लिए आ रहा हूँ और किसी ग्राउंड इफेक्ट्स से भूमि से ऊपर उठ रही वायु की रफ्तार के कारण स्थानीय एंगल आफ अटैक अचानक बढ़ जाता है तब वास्तव में हम नीचे गिर रहे होते हैं उड़ान का ऐसा खराब परिचालन हम नहीं चाहते हैं यही कारण है कि CLmax उच्चतर चाहते हैं जिससे कि टेक ऑफ और लैंडिंग सुरक्षित हो आप भी सुरक्षित रहें यही कारण है कि उच्च CLmax पर परिचालन करना चाहिए इसलिए एयरोफॉयल का चयन करते हैं अर्थात कैसे आकार के एरोफोइल से CLmax उच्चतर होगा पारंपरिक एयरोफॉयल समरूपता इत्यादि से CLmax लगभग 12 पर संतृप्त हो जाता है तब हम क्या करें हम कहते हैं कि केम्बर का प्रयोग करें केम्बर रेखा के व्यवहार से हम CLmax को और बढ़ा सकते हैं परंतु ध्यान दें जब हम केम्बर को सामने ला रहे हैं उस समय 0पर आपको CL0 भी मिलता है इसलिए इसमें भी वृद्धि होती है और विमान के संतुलन पर इसके प्रभाव के प्रति सावधान रहते हुए हम बात करेंगे stall और CLmax साथ साथ जाते हैं और इसलिए हमें ऐसा एरोफॉइल चाहिए जिससे केम्बर से CLmax में वृद्धि हो और साथ ही Vstall कम हो आप के अनुमान से हम CLmax को 14 15 तक ले जा पाएंगे पर Vstall की ज़रूरतों से हमें प्रसन्नता होगी अगर CLmax 2 या 25 या 3 के करीब हो तब हमें क्या करना है तब CLmax मात्र उपलब्ध बुनियादी एरोफॉइल की सहायता से ही नहीं बढ़ाया जाना हैजो पहले से बुनियादी रूप से मौजूद और डिज़ाइन किया गया है इसलिए मैं हाई लिफ्ट डिवाइस का प्रयोग करूँगा इस बारे में अब हम विस्तार से बातें करेंगे आवश्यक रूप से इस के कुछ भागों को 10 15 डिग्री नीचे किया जाए स्थानीय रूप से इसका प्रभाव CLmax को बढ़ाता है केम्बर को लाने के साथ मैंने यहाँ Cmac लिखा है हम जानते हैं कि अगर निचले भाग की केम्बर है तो परिणामी बल इस दिशा में होगा और ऊपर की ओर लगने वाला बल एक ही बिंदु से नहीं गुजरते हैं इस बल को हम एयरोडायनेमिक सेंटर की ओर खिसकाना चाहते हैं इसका Cmac ऋणात्मक होगा यह एक चुनौती है ऋणात्मक Cmac को संभालना जैसे जैसे हम केम्बर को बढ़ाएंगे Cmac उतना ही ऋणात्मक होता जाएगा इसका क्या प्रभाव होगा मानते हैं कि यह एक विंग है और यह है हॉरिजॉन्टल टेल मैं चाहता हूँ इस विमान को वायु में इस प्रकार संतुलित रखना और माने कि यहाँ पर इसका है एयरोडायनेमिक सेंटर और यहाँ उसका सेंटर ऑफ़ ग्रैविटी center of gravityहै सरलता के लिए CG को हम यहाँ कहीं रखते हैं हम एक ऐसे मामले के विषय में लिख रहे हैं जहाँ विंग का एयरोडायनेमिक सेंटर ac सेंटर ऑफ़ ग्रैविटी के आगे हैं अब क्या होगा आप देखें जब मैं एंगल ऑफ़ अटैक को लाता हूँ इसके साथ एक एयरोडायनेमिक फोर्स उत्पन्न होगा यह इस के लंबवत होगा क्योंकि एंगल ऑफ़ अटैक छोटा है इससे एक लिफ्ट यहाँ पैदा होगा इससे सेंटर ऑफ़ ग्रैविटी पर एक नोज डाउन मोमेंट पैदा होगी जोकि के बराबर नहीं भी हो सकती है क्योंकि हम जानते हैं यह tail कम होगी से डाउनवाश के कारण इसलिए ऐसा बल उत्पन्न होता है जिससे टेल लिफ्ट हो जाती है और ठीक संतुलन बनाए रखने के लिए मुझे यह सुनिश्चित करना है कि सेंटर ऑफ़ ग्रैविटी के प्रति एक नोज अप मोमेंट भी हो मुझे यह निश्चित करना है कि लिफ्ट और उसके साथ ही दूरियों का जिससे संतुलन बना रहे परंतु समस्या यह है कि विंग की केम्बर के साथ आपको मिलता है एक और Cmac जिसका मान 0 से कम है और यह मोमेंट भी वहाँ है विंग पर लगने वाली लिफ्ट का सेंटर ऑफ़ ग्रैविटी के प्रति मोमेंट को सही करना है जिससे यह टेल पर लगने वाली उठान से संतुलित हो जाए साथ ही Cmac के कारण लगने वाली नोज डाउन मोमेंट को भी संतुलित करना है ताकि अगर मैं विंग को जरा सा फेकू तो यह इस तरह से आए यह निश्चय करने के लिए कि टेल से होकर मैं Cmac भी संतुलित रहे दुर्भाग्य परंतु यह हो रहा है कि Cmac 0 से कम है नोज डाउन इसलिए कोई भी अल्फा यहाँ नोज डाउन ही देगा यह ऋणात्मक Cmac को संभाल नहीं सकता लेकिन अन्य विधि से इसे हम कर सकते हैं हम देखेंगे कि टेल को टेल नेगेटिव सेटिंग एंगेल में रख सकते हैं जिससे कि ऐसा बल उत्पन्न हो जो नोज अप मोमेंट दे ऐसा आपने स्थिरता और नियंत्रण में किया है मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि जिस क्षण आप केम्बर ऐरोफॉयल का व्यवहार करते हैं कृपया सावधान रहें अपने Cmac के प्रयोग से आपको Cmac को बहुत बड़ा ऋणात्मक नहीं करना चाहिए जिससे कि इसका दंड भुगतना पड़े यही मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि यह आपके लिए कोई नई बात नहीं है पहले भी आप ऐसा कर चुके हैं आप जानते हैं कि लैमिनार आदि प्रवाह आपको व्यवस्थित रखना है ठेठ रेनॉल्ट संख्याएं विंग पर या उसके अधिकतर भाग पर ताकि लैमिनार प्रवाह उत्पन्न हो सके और उसके साथ ही आप जानते हैं लैमिनार विंग का उत्पादन बहुत कष्ट साध्य है और साथ ही इसका रखरखाव और सफाई भी मुश्किल भरी है क्योंकि छोटे कण स्थानीय रूप से प्रवाह को टुर्बुलेंट में बदल सकते हैं एक और विषय था जो मैं बता रहा था वह है यह थिकनेस और कॉर्ड का सही अनुपात और आपको जानना चाहिए कि विचार विमर्श कर निष्कर्ष निकाला था की अगर हम CLmax और को प्लाट करते हैं तो प्रवृत्ति इस तरह की होगी खास CLmax साधारण रूप से 10 से 14 के मध्य होते हैं यह डिज़ाइन संख्या या विशेष संख्या है CLmax अधिकतम के प्रभाव से मिलता है इसलिए अधिकतर डिज़ाइन लो सब सोनिक में इनका प्रचलन है जैसे ही आप ऊँची रफ्तार पर जाते हैं यह मॉक नंबर प्रभाव भी लागू हो जाता है और इसके लिए आपको छोटा चाहिए ताकि ड्रैग को कम कर CLCDको बढ़ा सकें इसीलिए tc की आवश्यकता के निर्धारण में मॉक नंबर प्रभाव का विशेष प्रभाव है समान रूप से जैसे tc बढ़ेगा ड्रैग भी बढ़ेगा हम कह सकते हैं कि यह 6 tc के लिए है और यह है 20 tc के लिए विशेषकर विभिन्न प्रकार के एरोफॉइल के साथ भी यह बदलता है परंतु आपको जानना है कि tc के बढ़ते जाने से आपको दंड पाने के लिए भी तैयार रहना है क्योंकि tc के साथ साथ ड्रैग अथवा ड्रैग को एफिसिएंट का भी संबंध है एक अन्य चर्चा की गई जिसपे काफी समय बिताया वह थी क्रिटिकल मॉक नंबर फ्री स्ट्रीम मॉक नंबर जो पहली बार एयरोफॉयल के किसी बिंदु पर Mach 1 हो जाता है अगर हमको मॉक नंबर के विरुद्ध देखें तब यह है क्रिटिकल मॉक नंबर Mcr अगर 08 और यहाँ पर विशेष कर यह 10 से 12 होगा खासकर आप पाएंगे कि इस तरह के परिवर्तन लगभग 14 से नहीं लगभग 20 से 24 के बाद जाते हैं तोMcrमें बड़ी कमी होती है और यह महत्वपूर्ण है अगर आप हाई सब सोनिक यान की खोज में है और इसके लिए बढ़ाते जाते हैं तो आप जानते हैं किस तरह के दंड आप पाने जा रहे हैं अन्य कोई विकल्प नहीं हो और आप उच्चतर की ओर जाने को बाध्य हो तब एक समझ आती सहायक हो सकती है आप एक स्वीप दें परंतु जैसे आप स्वीप देते हैं आपकी लिफ्ट कम हो जाती है इसलिए सभी प्रकार के अनुकूलन करते हुए आपको बाधाओं का सामना करना है एक विशेष डिज़ाइनर की तरह संख्याओं की समझ लेनी हो तो यह क्षेत्र जहाँ 10 से 14 है मॉक नंबर की रेंज 04 से 06 07 लगभग और आप पाएंगे कि 10 से 14 या 12 से 14 होने से ठीक रहेगा जैसे आप उच्चतर चाल मॉक 2 मॉक 3Mach 2 Mach3 की तरफ जाते हैं 4 जो साधारण रूप से उपलब्ध है और जिन पर परीक्षण हो रहे हैं यही सही परिमाण क्रम है आप अंतर देखें 10 से 12 या 14 से 4 से 6 या 5 ठीक रहेगा यह आपका एक अवलोकन है यह भी समझ ले कि Mcr और CL में क्या संबंध है याद करें कि आपका ड्रैग CLहै तब CD का दिए गए CLके लिए एक निश्चित मान होगा अर्थात CLबढ़ता है तो CD भी बढ़ेगा हम देखें कि एक अपूर्ण विचार से M critical किस तरह बदल सकता है यहाँ M critical 04 03 हो सकता है इन बिंदुओं पर CL 01 04 के बीच है आपके पास क्रिटिकल मॉक नंबर 08 है जैसे जैसे आप CLको बदलते हैं M critical में बड़ी गिरावट होती है इस तरह अगर आप CL पर उड़ रहे हैं तो आपका Mcr कम हो जाता है लेकिन 01 04 के बीच रहते हैं तो M critical उस समय अधिकतम होता है और यह प्रबंधनीय होगा हमारा एक और वार्तालाप केम्बर रेखा पर हुआ था यहाँ मैं लिखता हूँ मन की बात एक था केम्बर का स्थान यानी अधिकतम केम्बर का और केम्बर एवं अधिकतम केम्बर के परिमाणों की विशेषकर केम्बर क्यों लाई गई उद्देश्य था उच्चतर CLmax जहाँ तक अधिकतम केम्बर के स्थान की बात है समय यही है कि अगर यह उसका स्थान लीडिंग एज से कॉर्ड के 40 की दूरी पर है तो यह अच्छा संभालने योग्य परिणाम देता है क्या होता है जब आप tc maximum के इस स्थान को लीडिंग एज की तरफ आगे ले जाते हैं हाँ अवश्य यह आपके CLmax में आंशिक वृद्धि करता है जबकि आपका अवरोधक अल्फा स्टॉल तीव्र गति से कम हो जाता है और इस तरह से अगर वास्तव tc को और आगे ले जाएंगे आप पाएँगे की विंग में अचानक रोकने की प्रवृत्ति हो जाती है इसलिए यही आपको डिज़ाइनर के रूप में सारा डाटा मिलेगा यानी कि लीडिंग एज से कॉर्ड की 40 की दूरी पर जहाँ max को हम स्थान देते हैं अनुभवों के आधार पर कह सकते हैं संख्याओं को आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते यह 40 की जगह 35 या 37 हो सकती है परंतु 10 कदापि नहीं दूसरा ज्ञान जो आपके साथ बाँटना है कि अगर आप CL और का निरूपण देखें तो लीडिंग एज से कॉर्ड के 40 की दूरी पर स्थित होने पर अधिकतम होता है मैं एक और अन्य 15 दूरी पर चित्रित करता हूँ आप आसानी से देख सकते हो कि यह परीक्षण डाटा पर आधारित है जो तर्क सम्मत है अगर max को बढ़ाएंगे तब प्रवाह बहुत टुर्बुलेंट होगा इसलिए स्वाभाविक रूप से अति शीघ्र स्टाल उत्पन्न करेगा आप देख रहे हैं कि 15 स्थिति के लिए स्टाल जल्दी आ जाएगा और यह आकस्मिक होगा और इससे परिचालन में और व्यवधान आएँगे और मेरे विचार में मैंने उपलब्ध डाटा निरीक्षण किया है अगर मैं CLmax विरुद्ध को जानना चाहूँ तो मुझे किस प्रकार के को चुनना चाहिए खासकर आप पाएँगे कि 12 से 14 के लिए CLmax अधिकतम होगा CLmax 12 से 14 के लिए और लो स्पीड के लिए अधिकतम CLmax होगा क्योंकि आप जानते हैं अधिक गति पर हम कहेंगे कि CLmax उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना की ड्रैग क्योंकि आखिरकार CLCD ही महत्वपूर्ण है इसको इसी दृष्टि से देखना है साथ ही आप देखें कितना महत्वपूर्ण है अगर बढ़ाया जाता है तो मॉक नंबर कम हो जाता है इसलिए अगर आप उच्चगति वाली यान या हाई सब सोनिक विमान डिज़ाइन कर रहे हैं तब आप जानते हैं की में वृद्धि CLmax को बढ़ाती है लेकिन इसकी भरपाई में मॉक नंबर कम हो जाता है आपको चाहिए वैकल्पिक विधियों से वैकल्पिक गुणों को अनुकूलित करते हुए इसे ठीक करना होगा क्योंकि अधिक बड़े के चयन पर ही मतभेद है साथ ही अगर नीचे जाता या ऊपर जाता है ड्रैग डिवेर्जेंस मॉक नंबर नीचे ही जाता है ज्यादा रफ्तार के लिए डिज़ाइनर को अधिकतम पसीना बहाना पड़ता है क्योंकि पिछले दिन हम ड्रैग डिवेर्जेंस मॉक नंबर को परिभाषित करते हुए बताया कि CDमें तीव्र वृद्धि होती है इसलिए से हमें जो भी मिल रहा हो पर यह अधिक रफ्तार वाले सबसोनिक विमानों के लिए ड्रैग डिवेर्जेंस मॉक नंबर को संतुष्ट नहीं कर सकता इसलिए आपका धन्यवाद है हम कोई अन्य मार्ग को मालूम करेंगे हमने लीडिंग एज रेडियस का विषय आरंभ करते हुए बताया था कॉर्ड के 4 से 6 रेडियस होने पर मॉक नंबर का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता देखें कि 04 से 075 की वृद्धि होने से CLmax में बहुत मामूली वृद्धि देखी गई जबकि में यह मात्र कुछ अवलोकन है जब आप वास्तव में वायुयान की डिज़ाइनिंग करेंगे हम लोग डाटा शीट को देखेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे कि क्या सही हो रहा है और क्या गलत आज मैं इतना ही कहूँगा कृपया मेरे व्याख्यान को दोहराएँ और साथ ही पाठ्य पुस्तकों और संबंधित बातों को पढ़ें डाटा को देखें गूगल करें यही डिज़ाइन पाठ्यक्रम को सीखने का सर्वोत्तम मार्ग हैक्योंकि दिन की समाप्ति पर हम सब साथ बैठकर किसी संरचना का डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं यह हमारी सीमा है बहुत बहुत धन्यवाद